अब हम एक नया अध्याय लेते हैं जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल है अब तक हमने देखा है कि शेड्यूल कैसे तैयार करें रिसोर्स शेड्यूल तैयार करना कॉस्ट शेड्यूल वगैरह कैसे तैयार करें हम कैसे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हम शेड्यूल कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वर्क प्लान या वर्क शेड्यूल के रूप में हो सकता है अब देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल कैसे किया जाए हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल की शुरूआत के बारे में थोड़ा देखेंगे फिर हम एक साइकल देखेंगे जिसे प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल कहां जाता है इसका उपयोग प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए अथवा उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए क्या जाता है फिर प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को कैसे देखें स्ट्रक्चर का होगा और किसी परियोजना की प्रगति का आकलन कैसे करें यह भी देखेंगे एक बार जब वर्क शेड्यूल प्रकाशित हो गया और परियोजना शुरू हो गई तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ध्यान देना चाहिए या प्रगति पर फोकस करना चाहिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इस रिसोर्से शेड्यूलिंग के परिणाम को कैसे प्रचारित कर सकते हैं हो सकता है कि वर्क शेड्यूल की सहायता से हम इस रिसोर्से शेड्यूलिंग के परिणामों को प्रचारित कर सकें इसलिए एक बार काम के कार्यक्रम को प्रकाशित करनेऔर परियोजना शुरू करने के बाद परियोजना की प्रगति पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो परियोजना की प्रगति पर ध्यान कैसे दें इसलिए इस परियोजना में क्या हो रहा है इसकी निगरानी की आवश्यकता है अगर हमारा प्रोजेक्ट वास्तविक उपलब्धि के शेड्यूल के खिलाफ जा रहा है और जहां भी आवश्यक हो हमें परियोजना को लक्ष्य पर वापस लाने के लिए प्लान और शेड्यूलिंग को संशोधित करना होगा अगर शेड्यूल में कुछ ऐसा है जो प्रस्तावित है और हम चल रहे हैं जहां हम शेड्यूल से भाग रहे हैंफिर हमें पहले की योजनाओं को संशोधित करना होगा ताकि परियोजना लक्ष्य को लाया जा सके ताकि परियोजना को लक्ष्य तिथि तक लाया जा सके इसलिए जब परियोजना शुरू हो जाती है और प्रोजेक्ट मैनेजर को परियोजना की निगरानी शुरू करनी होती है तो इस दौरान या परियोजना की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ प्रमुख घटनाओं को चित्रित करता है जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण गतिविधि के पूरा होने पर आवश्यकता विश्लेषण पूरा हो सकता है डिजाइन का पूरा होना कोडिंग का पूरा होना वगैरह इसलिए इन गतिविधियों को एक माइलस्टोन के रूप में सेट किया जा सकता है इसलिए इस मॉनिटरिंग के उद्देश्य के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे माइलस्टोन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा करता है महत्वपूर्ण गतिविधि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का कंप्लीट होना डिजाइन का पूरा होना कोडिंग का पूरा होना टेस्टिंग वगैरह को पूरा होना आदि के रूप में माना जा सकता है माइलस्टोन के कुछ उदाहरण SRS दस्तावेज की समीक्षा डिजाइन के पूरा होने कोडिंग के पूरा होने यूनिट टेस्टिंग के पूरा होने सिस्टम टेस्टिंग वगैरह के पूरा होने की तैयारी कर रहे हैं तो ये माइलस्टोन के कुछ उदाहरण हैं तो तब प्रोजेक्ट मैनेजर माइलस्टोन को देखकर प्रगति को माप सकता है क्या माइलस्टोन के लिए शेड्यूल में प्रस्तावित किया गया था और अभी वास्तविक स्थिति क्या हैहमने इस SRS दस्तावेज़ की समीक्षा पूरी की है या नहीं हमने इस तिथि तक कोडिंग को लक्ष्य तिथि तक पूरा किया है या नहीं तदनुसार आप परियोजना की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं इसलिए एक बार एक माइलस्टोन पहुँचने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर यह मान सकता है कि हाँ कुछ मापने योग्य प्रगति की गई है यदि किसी माइलस्टोन तक पहुंचने में कोई देरी होती है या यह भविष्यवाणी की जाती है कि माइलस्टोन तक पहुंचने में कुछ देरी होगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए तो यह क्या हो सकता है इसलिए यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि माइलस्टोन तक पहुँचने में कुछ देरी होगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी यह इन सभी अनुसूचियों को पूरा कर सकता है इसलिए जो भी कार्यक्रम हमने पहले ठीक किए हैं आपको उन्हें संशोधित करना पड़ सकता है आपको उन्हें फिर से तैयार करना होगा क्योंकि कुछ देरी की उम्मीद है और हमें एक नया कार्यक्रम बनाना होगा इसलिए कुछ इक्विपमेंट हैं जो कंट्रोल और परियोजना के लिए प्रगति की निगरानी के लिए सहायक कुछ तकनीकें हैं तो ऐसी ही एक तकनीक है PERT PERT जिसे आप पहले से जानते हैं कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक है इसलिए यह रणनीति विशेष रूप से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल में बहुत उपयोगी है PERT में वास्तव में कई पथ हैं और एक पथ जिसे आप जानते हैं कि इसे परिभाषित किया गया है एक ग्राफ में एक पथ परिभाषित किया गया है जो कि शुरुआती नोड से अंतिम नोड तक निरंतर नोड्स और किनारों के किसी भी सेट के रूप में परिभाषित किया गया है यह परिभाषा हम पहले से ही ग्राफ थ्योरी में देख चुके हैं इस ग्राफ में एक रास्ता भी है जिसका अर्थ है इस PERT चार्ट में शुरुआती नोड से अंतिम नोड तक लगातार नोड्स और किनारों का कोई सेट है और सभी रास्तों के बीच कुछ रास्ता हो सकता है इसलिए हम उन्हें एक क्रिटिकल पाथ कहते हैं और क्रिटिकल पाथ को कैसे परिभाषित करें एक क्रिटिकल पाथ एक मार्ग है जिसके साथ परियोजना की समय सीमा को पूरा करने के लिए प्रत्येक माइलस्टोन बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे शब्दों में हम यह परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई देरी क्रिटिकल पाथ के साथ होती है तो क्या होगा पूरी परियोजना में देरी हो जाएगी इसलिए एक कार्यक्रम में सभी क्रिटिकल पाथ की पहचान करना बहुत आवश्यक है देखें कि शेड्यूल में एक से अधिक क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं क्रिटिकल पाथ के साथ कार्य करने हम उन्हें क्रिटिकल कार्य कहते हैं क्रिटिकल कार्य की बहुत बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है उन्हें नियंत्रित करना होगा उन्हें बहुत बारीकी से निगरानी करनी होगी क्योंकि यदि कोई देरी होगी तो क्रिटिकल कार्य समय सीमा को पूरा करेगा और इसलिए ओवरऑल प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगेगा किसी भी कार्य में देरी होने पर क्रिटिकल कार्य पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाइयों को शुरू करने की जरूरत है इसलिए जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर भविष्यवाणी करता है कि कुछ देरी होगी या पहले से ही कुछ देरी हुई है तो परियोजना को मुख्य ट्रैक या शेड्यूल अवधि में मुख्य ट्रैक में लाने के लिए उसे कुछ सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी होगी इसलिए यदि आवश्यक हो तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक नॉन क्रिटिकल कार्य से क्रिटिकल कार्य के लिए रिसोर्सेज को स्विच कर सकता है ताकि क्रिटिकल पथ के साथ सभी माइलस्टोन मिलें इसलिए यदि किसी क्रिटिकल कार्य में देरी हो रही है एक एहतियाती कार्रवाई के रूप में आप क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर इस स्टाफ में से कुछ को डायवर्ट कर सकता है जो नॉन क्रिटिकल कार्य के लिए कार्य के लिए एलोकेट किए जाते हैं क्योंकि नॉन क्रिटिकल कार्य जिसे आप जानते हैं कि उनके पास कुछ खाली समय है वे कुछ slack समय या फ्लोट समय है इसलिए यहां तक कि अगर थोड़ी सी भी देरी होगी तो वह उपभोग कर सकता है खाली समय या slack समय और यह समग्र परियोजना की तारीख को प्रभावित नहीं करेगा इसलिए यदि आप पाते हैं क्रिटिकल कार्य में देरी हो रही है तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आप कुछ रिसोर्सेज को बदल सकते हैं तो आप कुछ रिसोर्सेज को कुछ नॉन क्रिटिकल कार्यों से मैन पावर को क्रिटिकल कार्य में बदल सकते हैं ताकि क्रिटिकल पथ के साथ सभी माइलस्टोन पूरे हो जाए तो परियोजना की निगरानी वगैरह के लिए कई इक्विपमेंट उपलब्ध हैं इसलिए हम अब यहाँ कुछ इक्विपमेंट देखेंगे कई इक्विपमेंट उपलब्ध हैं जो आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड शेड्यूल में क्रिटिकल रास्तों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं लेकिन रिसोर्से लिमिटेशंस के साथ एक ऑप्टिमल शेडूल का पता लगाना और बड़ी संख्या में समानांतर कार्यों के साथ एक बहुत ही कठिन समस्या है शेड्यूलिंग सीक्वेंसेस को ऑटोमेट करने के लिए कई कमर्शियल प्रोडक्ट या इक्विपमेंट हैं उदाहरण के लिए शेड्यूल संबंधित ग्राफ़ को ड्रा करने में मदद करने के लिए लोकप्रिय टूल में शामिल हैं पर्सनल कंप्यूटर पर उपलब्ध MS Project सॉफ़्टवेयर इसलिए यदि आप कर रहे हैं तो आपका पर्सनल कंप्यूटर वहाँ है तो एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर MS Project सॉफ्टवेयर जो लगभग सभी पर्सनल कंप्यूटर पर उपलब्ध है और इस टूल का उपयोग आप CPM PERT के लिए शेड्यूल संबंधित ग्राफ़ जैसे ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं इसलिए पिछली कक्षाओं में हमने योजनाओं के उत्पादन के महत्व पर चर्चा की है विभिन्न योजनाओं का उत्पादन कैसे करें हमने पहले यह सब देखा है इसलिए पिछली कक्षाओं में हमने उत्पादन योजनाओं के महत्व पर चर्चा की है जिनकी निगरानी की जा सकती है अब हम चर्चा करेंगे कि परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी कैसे एकत्र की जाती है इसलिए हमने अभी तक कितनी प्रगति की योजना बनाई है लेकिन परियोजना कितनी आगे बढ़ गई है क्या यह योजना के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है या नहीं यदि नहीं तो हमें क्या कार्यवाही करनी है इसीलिए अभी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है परियोजना की जानकारी परियोजना की प्रगति के बारे में कैसे है इसे कैसे इकट्ठा किया जा सकता है और प्रोजेक्ट मैनेजर को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि परियोजना अपने लक्ष्यों को पूरा करती है अगर उन्हें उम्मीद है कि कुछ देरी होगी तो उन्हें कुछ एहतियाती उपाय करने चाहिए ताकि देरी से बचा जा सके और परियोजना लक्ष्य तिथियों को पूरा कर सके जो आज की कक्षा का विषय है आइए देखें कि फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए किसी परियोजना पर नियंत्रण रखना और यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी टारगेट को प्राप्त किया है या नहीं यह नियमित निगरानी का विषय है इसलिए एक नियमित निगरानी का मतलब है कि अब क्या हो रहा है और लक्ष्य की तुलना से इसकी तुलना करना इसलिए वर्तमान में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए इस समय वे लक्ष्य के अनुसार शेडूल में उल्लिखित हैं इसलिए तुलना करें शेड्यूल में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार क्या हो रहा है और इसकी तुलना करना नियोजित परिणाम और वास्तविक लोगों के बीच एक बेमेल हो सकता है फिर अगर वे मेल नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा हमें रिप्लेनिंग करना होगा फिर परियोजना को लक्ष्य पर वापस लाने के लिए प्रतिकृति की आवश्यकता हो सकती है ताकि कुछ रिमेडियल एक्शन की जा सके परियोजना को उसके मूल लक्ष्य तक लाने के लिए उन्हें लिया जाना चाहिए इसलिए यदि यह संभव नहीं है तो रिप्लेनिंग संभव नहीं है तो जो लक्ष्य उन्हें संशोधित किया जाना है तो एक विशेष मॉडल देखें जो की प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल का एक विशिष्ट मॉडल है तो कैसे एक परियोजना की प्रगति को नियंत्रित किया जाए इसलिए पहले हम जो कर रहे हैं वह यह है कि जो प्रारंभिक योजना हमारे पास थी उसे प्रकाशित करें हमने प्रारंभिक योजना एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में बनाई है आपने प्रारंभिक योजना बनाई है फिर आप इसे प्रकाशित करते हैं फिर आप प्रगति के बारे में परियोजना की जानकारी इकट्ठा करते हैं इसलिए परियोजना की प्रगति के बारे में परियोजना की जानकारी इकट्ठा करेंफिर प्रगति बनाम लक्ष्यों की तुलना करें इसलिए प्रारंभिक योजना में आपने जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया है तब आपने वर्तमान प्रगति की जानकारी एकत्र की है और उनकी तुलना की है क्या यह संतोषजनक है कि इसका मतलब है क्या आप योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं प्रगति हैया प्रगति हो रही है क्या प्रारंभिक योजना या निर्धारित योजना के अनुसार प्रगति हो रही है क्या प्रगति संतोषजनक है यदि हाँ तो परियोजना को समाप्त करें परियोजना को परियोजना को टर्मिनेट करें यदि यह खेद नहीं है हाँ यदि यह संतोषजनक है तो हम देखेंगे कि परियोजना पूरी हुई है या नहीं यदि प्रगति संतोषजनक नहीं है तो हमें एक सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी फिर हमें प्रारंभिक योजना को संशोधित करना होगा फिर हमें संशोधित योजना को सार्वजनिक करना होगा और फिर हमें वर्तमान जानकारी वर्तमान प्रगति की जानकारी को हमारे पास एकत्रित करना होगा वर्तमान प्रगति के बारे में परियोजना की जानकारी इकट्ठा करने के लिए परियोजना की प्रगति या वर्तमान प्रगति से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है और फिर से हमें तुलना करनी होगी फिर से हमें यह देखना होगा कि यह संतोषजनक है या नहीं फिर से अगर यह लूप जारी नहीं होता है और जब यह संतुष्ट हो जाएगा कि हां शेड्यूल में बनाई गई योजना के अनुसार प्रगति है तो हम जांच करेंगे कि क्या परियोजना पूरी हो गई है या कुछ अंश बाकी हैं यदि परियोजना पूरी हो गई है तो हमें यह घोषित करना होगा कि हाँ परियोजना समाप्त हो गई है परियोजना पूरी हो गई हैयदि यह परियोजना पूरी नहीं हुई है तो फिर से हमें वापस जाना होगा फिर से हमें वर्तमान प्रगति के बारे में परियोजना की जानकारी इकट्ठा करनी होगी और फिर से लूप गिर जाएगा फिर से लूप का पालन किया जाएगा और परियोजना समाप्त होने के बाद हमें परियोजना की समीक्षा करनी होगी फिर हमें निष्कर्षों का डॉक्यूमेंट कंक्लुजन करना होगा हमें निष्कर्ष निकालना होगा निष्कर्षों का डॉक्यूमेंट कंक्लुजन करना होगा हमें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में हमें इसी प्रकार की परियोजनाएँ मिले हमने पहले जो सबक सीखे हैं वे भविष्य में इसी प्रकार की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में हमारी मदद करेंगे और फिर हम समाप्त हो जाएंगे तो यह है कि प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकल का एक मॉडल कैसा दिखता है इस तरह से आप किसी परियोजना की प्रगति को नियंत्रित कर सकते हैं तो यह जो कुछ भी मैंने समझाया है कि मैंने यहां लिखा है आप खुद देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकल यह दिखाता है कि कैसे एक बार प्रारंभिक परियोजना योजना प्रकाशित की गई है तो प्रोजेक्ट कंट्रोल एक निरंतर परियोजना है कृपया देखें प्रोजेक्ट कंट्रोल एक बार की नौकरी नहीं यह कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस है प्रगति की निगरानी की एक निरंतर प्रक्रिया है एक योजना के खिलाफ प्रारंभिक के खिलाफ और जहां भी आवश्यक हो हमें परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए योजना को संशोधित करना होगा यह उन महत्वपूर्ण चरणों को भी दिखाता है जो परियोजना के पूरा होने के बाद उठाए जाने चाहिए परियोजना को पूरा करने के बाद देखें कि हमें परियोजना की समीक्षा करनी है फिर हमें निष्कर्ष वगैरह का डॉक्यूमेंट कंक्लुजन करना होगा तो यह भी ऐसा है इसलिए यह ढांचा परियोजना के पूरा होने के बाद उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों को भी दिखाता है ताकि किसी भी एक परियोजना में हमें जो सबक मिले हैं वे इस तरह की भविष्य की परियोजनाओं के नियोजन चरणों में उपभोग कर सके सकें यह हमें पिछली गलतियों से सीखने की अनुमति देता है इसलिए व्यवहार में प्रोजेक्ट मैनेजर सामान्य रूप से चार प्रकार की कमियों से चिंतित हैं वे क्या हैं नंबर एक लक्ष्य तिथियों को पूरा करने में देरी लक्ष्य तिथियों को पूरा करने में देरी क्यों होती है जिसे हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में देखना होगा फिर क्वालिटी में कमी होती है चाहे जिस क्वालिटी की हमने अपेक्षा की है जैसा कि हमने अनुमान लगाया है चाहे वह क्वालिटी बनी रहे या उसमें कोई कमी हो इसी तरह इनएडेक्वेट फंक्शनैलिटी कि क्या अंतिम उत्पाद की फंक्शनैलिटी पर्याप्त है या जहां तक हमारी योजना है या यह अपर्याप्त है और अंत में परियोजना पर खर्च होने वाली कॉस्ट हमने किस कॉस्ट की योजना बनाई है हमने कॉस्ट शेडूल में किस कॉस्ट का उल्लेख किया है चाहे वह उसके भीतर हो या लक्ष्य से अधिक हो तो ये चार प्रकार की कमी हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर आमतौर पर एक परियोजना के विकास के दौरान खुद को चिंतित करते हैं अब हम उन जिम्मेदारियों को देखते हैं जिनकी जिम्मेदारी है एक परियोजना पर संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए समग्र जिम्मेदारी परियोजना स्टीयरिंग समिति की भूमिका है कभी कभी इसे प्रोजेक्ट मैनेजर बोर्ड के रूप में जाना जाता है यह समग्र जिम्मेदारी है जो प्रोजेक्ट मैनेजर बोर्ड की स्टीयरिंग समिति को दी गई है दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारी आम तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर को दी जाती है यह प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ रहती है और आप जानते हैं कि प्रत्येक परियोजना के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है परियोजनाओं के अन्य सामान्य पहलू उन्हें टीम के लीडर्स को सौंपा जा सकता है और यह है कि रिपोर्टिंग संरचना कैसी दिखती है इसलिए स्टीयरिंग कमेटी परियोजना के समग्र पहलुओं परियोजना की समग्र प्रगति की देखभाल करती है फिर स्टीयरिंग कमेटी के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के तहत कई टीम लीडर होते हैं और एक टीम लीडर के अलावा और अन्य व्यक्ति क्या काम करते हैं एक टीम के लीडर की तरह उनके कर्मचारियों का एनालिसिस और डिजाइन अनुभाग वहां मौजूद हैं प्रोग्रामिंग अनुभाग में एक और टीम लीडर का मतलब है प्रोग्रामर कोडर्स हैं एक और टीम लीडर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है टेस्टर हैं एक अन्य टीम लीडर यूजर डॉक्यूमेंटेशन कर्मचारी हैं ये कौन से निचले स्तर के कर्मचारी हैं जो वे टीम के लीडर्स को रिपोर्ट करते हैं फिर टीम के लीडर्स ने इस सारांश को तैयार किया और वे प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टिप्पणी जोड़ता है वगैरह और यह संशोधित करता है कि टीम लीडर द्वारा दी गई रिपोर्ट में क्या संशोधन होता है और स्टीयरिंग कमिटी को रिपोर्ट भेजता है और स्टीयरिंग कमेटी ने इन रिपोर्टों को ग्राहकों को अग्रेषित कियाकभी कभी प्रोजेक्ट मैनेजर भी प्रगति या रिपोर्ट दस्तावेजों के बारे में ग्राहक से सीधे संवाद कर सकता है आप सीधे ग्राहकों से संवाद कर सकते हैं तो यह है कि रिपोर्टिंग संरचना कैसी दिखती है अंतिम डेवलपर्स या अंतिम कर्मी संरचना में अंतिम या निचले स्तर के कर्मियों को वे टीम के लीडर्स को रिपोर्ट करेंगे और टीम के लीडर्स प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर स्टीयरिंग कमिटी को रिपोर्ट करेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह पिछला आंकड़ा टिपिकल रिपोर्टिंग संरचना को दिखाता है जो कि मध्यम और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के साथ न्यूनतम पाया जाता है लेकिन छोटी परियोजनाओं के लिए हम वहां आधा दर्जन या उससे भी कम कर्मचारी होते हैं व्यक्तिगत टीम के सदस्य आमतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर को सीधे रिपोर्ट करते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में टीम के लीडर अपने अनुभागों की प्रगति पर रिपोर्टों को कोलेट करेंगे और फिर वे प्रोजेक्ट मैनेजर को सारांश भेजेंगे फिर बदले में मेरा मतलब है कि ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा दी गई हैं उन्हें स्टीयरिंग समिति के लिए परियोजना स्तरीय रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और उनके माध्यम से या यहां तक कि अगर कुछ मामलों में सीधे क्लाइंट को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाएगी इसलिए ग्राहकों के लिए ये प्रगति रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट मैनेजर से सीधे ग्राहकों को या इस स्टीयरिंग कमिटी के माध्यम से भेजी जा सकती है इसलिए रिपोर्टिंग ओरल या रिटर्न हो सकती है देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग कैसी होती हैं हमने आपको रिपोर्टिंग पदानुक्रम पहले ही दिखा दिया है यह रिपोर्टिंग संरचना है फिर स्टाफ के सदस्य कैसे रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टिंग ओरल या रिटर्न हो सकती है यह फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकती है या यह रेगुलर या एडहॉक हो सकती है इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आवश्यक और महत्वपूर्ण है लेकिन जब भी किसी परियोजना की प्रगति की ऐसी इनफॉर्मल रिपोर्टिंग होती है तो इसका पालन किया जाता है इसे कुछ फॉर्मल रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं द्वारा पूरक होना चाहिए देखें कि ये रिपोर्टिंग की श्रेणियां हैं जैसे यह ओरल फॉर्मल रिपोर्टिंग प्रकार है और एक उदाहरण वीकली या मंथली प्रोग्रेस मीटिंग है और यह टिप्पणी की तरह है जबकि रिपोर्ट ओरल हो सकती है फॉर्मल रिटर्न मिनट भी रखा जाएगा फिर ओरल इनफॉर्मल एडहॉक प्रकार की रिपोर्टिंग उदाहरण एंड आफ स्टेज रिव्यू मीटिंग है और रिटर्न फॉर्मल नियमित उदाहरण जॉब सीट प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह है फिर एक अन्य प्रकार रिटर्न फॉर्मल एडहॉक लिखा जाता है उदाहरण एक्सेप्शन रिपोर्ट परिवर्तन रिपोर्ट वगैरह हैं ओरल इनफॉर्मल एडहॉक उदाहरण जैसे कि कैंटीन सामाजिक बातचीत वगैरह में चर्चा की तरह है ये कुछ सामग्री हैं तो ये रिपोर्टिंग की विभिन्न श्रेणियां हैं अब देखते हैं कि किसी परियोजना की प्रगति का आकलन कैसे करें कैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हम एक परियोजना की प्रगति का आकलन कैसे कर सकते हैं कुछ जानकारी का उपयोग परियोजना की प्रगति या उस परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है जिसे नियमित रूप से एकत्र किया जाना चाहिए जबकि कुछ अन्य जानकारी को विशिष्ट घटनाओं द्वारा ट्रिगर किया जाएगा इसलिए परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ जानकारी नियमित रूप से एकत्र की जाएगी शायद वीकली या मंथली भी हो सकती है हालांकि कुछ अन्य जानकारी और वे विशिष्ट घटनाओं द्वारा ट्रिगर किए जाएंगे हो सकता है कि जब आवश्यकता विनिर्देशन दस्तावेज़ SRS दस्तावेज़ समाप्त हो गया हो तो कहें कि शायद आपको कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी जब डिजाइन खत्म हो जाता है तो आप इस तरह की कुछ अन्य जानकारी एकत्र कर सकते हैं जब भी कुछ विशिष्ट घटना शुरू होती है तो आप कुछ जानकारी एकत्र करेंगे इसलिए अब जहां भी संभव हो यह जानकारी बहुत उद्देश्यपूर्ण और ठोस होनी चाहिए उदाहरण के लिए किसी विशेष रिपोर्ट को वितरित किया गया है या नहीं इसलिए इस तरह की जानकारी कृपया उन्हें यथासंभव ऑब्जेक्टिव और ठोस बनाने की कोशिश करें इसलिए प्रारंभिक गतिविधि योजना में चैकपॉइंट्स की एक श्रृंखला निर्धारित करना आवश्यक है किसी परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि योजना में चैकपॉइंट्स की एक श्रृंखला निर्धारित करना बहुत आवश्यक है जब आप चेकपॉइंट से मतलब रखते हैं तो चैकपॉइंट् का अर्थ है कि प्रगति की जाँच के समय ये कुछ पूर्व निर्धारित समय हैं तो आपको कुछ ठीक निर्धारित करना होगा आपको कुछ पूर्व निर्धारित समय चुनना होगा जब प्रगति की जांच की जाएगी तो चैकपॉइंट्स को दो प्रकार के लिए किया जा सकता है इवेंट ड्रिवन और टाइम ड्रिवन इवेंट ड्रिवन होने पर चेक तब होता है जब किसी विशेष घटना को प्राप्त किया गया हो तो किसी विशेष घटना का उदाहरण क्या हो सकता है हो सकता है कि किसी रिपोर्ट या अन्य सुपुर्दगी का उत्पादन हो या कोडिंग पूरी हो या परीक्षण पूरा हो गया हो जैसे कि कोई घटना पूरी हो गई है तो आप जांचते हैं कि क्या आपने जो कुछ भी उल्लेख किया है उसे हासिल किया है या नहीं इस शेडूल में या नहीं अब देखते हैं कि रिपोर्टिंग की आवृत्ति क्या है आपको कितनी बार रिपोर्टिंग करनी चाहिए प्रगति रिपोर्ट की आवृत्ति परियोजना के रिस्क के आकार और डिग्री पर निर्भर करेगी इसलिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको कितनी बार रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए आपको इस तरह की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए इसलिए प्रगति रिपोर्ट की आवृत्ति कई कारकों पर निर्भर करेगी जैसे कि परियोजना का आकार क्या है परियोजना के रिस्क की डिग्री क्या है यदि यह एक वास्तविक समय प्रणाली है यदि यह एक सुरक्षा महत्वपूर्ण प्रणाली है जहां रिस्क अधिक है इसलिए तब आवृत्ति बहुत अधिक होगी यह बहुत लगातार हो सकता है हर दिन आपको इस चीज की निगरानी करनी होगी यदि यह एक बहुत बड़ी परियोजना है तो बहुत बार आपको प्रगति की जांच करनी पड़ सकती है इसलिए नियम के अनुसार मैनेजमेंट स्तर जितना अधिक होता है उतनी ही कम रिपोर्टिंग होती है उदाहरण के लिए चैकपॉइंट्स के बीच लंबे समय तक अंतराल इसलिए यदि उच्च प्रबंधन है तो लगातार रिपोर्टिंग कम है या चैकपॉइंट्स के बीच अंतराल कम है और रिपोर्टिंग को कम विस्तृत होने की आवश्यकता है क्योंकि उच्च स्तर के मैनेजमेंट में वे विस्तृत रूप से रुचि नहीं रखते हैं वे रिपोर्ट वगैरह का सारांश देखेंगे लेकिन रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट को अधिक लगातार कम और अधिक विस्तृत रिपोर्टिंग दस्तावेज होना चाहिए उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि टीम के लीडर रोज़ाना प्रगति का आकलन कर सकते हैं इसलिए हमने पहले ही यहां पदानुक्रम देखा है इसलिए टीम लीडर की तरह निचले स्तर पर उन्हें हर दिन रिपोर्ट की आवश्यकता होगी जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है हर हफ्ते स्टीयरिंग कमिटी को हर महीने रिपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है जितना हायर मैनेजमेंट उतनी कम आवृत्ति है और कम विस्तृत रिपोर्ट भी है ठीक है यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैनेजमेंट लेवल उच्च है कम लगातार रिपोर्टिंग के साथ साथ कम विस्तृत रिपोर्टिंग की आवश्यकता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लंबे समय तक अगर चैकपॉइंट्स के बीच का अंतर है तो उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताया है टीम के लीडर प्रतिदिन अनुमानित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन कर सकते हैं जबकि मैनेजमेंट हर साप्ताहिक में और स्टीयरिंग कमिटी हर महीने ऐसा कर सकती है प्रमुख या परियोजना स्तर प्रगति की समीक्षा आम तौर पर एक परियोजना के जीवन के दौरान एक विशेष बिंदु पर होती है शायद आप कह सकते हैं कि हर महीने ठीक है प्रमुख या परियोजना स्तर प्रगति की समीक्षा आम तौर पर एक विशेष बिंदु पर होती है शायद किसी परियोजना के जीवन के दौरान एक विशेष बिंदु हर महीने हो सकता है इसलिए ये बिंदु ठीक हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही परियोजना स्तरीय प्रगति समीक्षा के बारे में बताया है यह आम तौर पर ठीक होता है परियोजना परियोजना स्तरीय प्रगति की समीक्षा आम तौर पर तब होती है जब किसी परियोजना के जीवन के दौरान कुछ विशेष बिंदुओं पर शायद एक महीने में या तो इसलिए इन विशेष बिंदुओं को आमतौर पर समीक्षा बिंदुओं या नियंत्रण बिंदुओं के रूप में जाना जाता है इसलिए यह है कि रिपोर्टिंग की आवृत्ति कैसे होती है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है यह क्या होगा यदि यह एक निचले स्तर का मैनेजमेंट है रिपोर्टिंग की आवृत्ति अधिक है विस्तृत रिपोर्ट अधिक होगीलेकिन अगर यह एक तरह से हम मैनेजमेंट के उच्च स्तर मैनेजमेंट के उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे हैं फिर रिपोर्टिंग की आवृत्ति के साथ साथ डिटेल रिपोर्ट भी कम होंगी उन्हें कम विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकता होगी तो यह इस बारे में है कि आपको किसी परियोजना संगठन में कितनी बार रिपोर्टिंग करनी चाहिए इसलिए अंत में हमने परियोजना विकास में प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकल के महत्व और आवश्यकता पर चर्चा की है हमने प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकल को भी समझाया है ताकि न केवल परियोजना पूरी होने के बाद हमें परियोजना की समीक्षा और दस्तावेजों की तरह क्या करना चाहिए वगैरह जहां से हम कुछ सबक हासिल कर सकते हैं कुछ अनुभव जो भविष्य में इसी तरह की परियोजनाओं को संभालने में हमारी मदद करेंगे हमने परियोजना रिपोर्टिंग संरचनाएं भी प्रस्तुत की हैं और हमने रिपोर्टिंग की आवृत्ति भी देखी है हमने यह भी बताया है कि किसी परियोजना की प्रगति का आकलन कैसे करें तो यह हमने आज की कक्षा में देखा है हमने इन संदर्भों से लिया है